हमारी पिछली कक्षा में हमने देखा है कि कैसे एक प्रोग्राम को संकलित किया जा सकता है और फिर मशीन कोड में अनुवादित किया जाता है और अंत में इसे मेमोरी में लोड किया जाता है और हमने देखा है कि साझा पुस्तकालय हैं जो इन मॉड्यूल के साथ जुड़े हुए हैं ताकि पूरी चीज निष्पादन योग्य हो जाए हमने यह भी देखा है कि कैसे एक प्रोग्राम को मेमोरी में अलग अलग प्रारंभ एड्रेस से लोड किया जा सकता है और इसके आधार पर एक आधार रजिस्टर ऐसा है जिसे वास्तव में हमने स्टार्ट एड्रेस से लोड किया है और यह प्रोग्राम रिलोकेशन में मदद करता है और एक लिमिट रजिस्टर भी था जो यह नियंत्रित कर रहा था कि प्रोग्राम कितने समय के लिए है और फिर कोई भी एड्रेस जो उत्पन्न होता है यह प्रारंभ एड्रेस और इस लिमिट रजिस्टर के बीच होना चाहिए ताकि उस सीमा के भीतर बेस रजिस्टर और बेस रजिस्टर प्लस लिमिट रजिस्टर हो अन्यथा यह पकड़ सकता है कि प्रोग्राम कुछ एड्रेस तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है जो कि अवैध है जो इस विशेष प्रक्रिया के एड्रेस स्थान के भीतर नहीं है इसलिए उन लोगों को समझने के बाद अब हम अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग मेमोरी प्रबंधन नीतियों के लिए विस्तृत आवंटन नीतियों पर जाएंगे तो हम इस सन्निहित आवंटन पर गौर करेंगे इसलिए जैसा कि नाम से एड्रेस चलता है कि यहां पूरी मेमोरी स्पेस जो कि एक प्रोसेस में आवंटित की जाती है सिंगल चंक के रूप में आती है इसलिए मूल रूप से हमारे पास यह है कि एक मेमोरी शायद अगर यह पूरी मेमोरी है तो इसमें से हम मेमोरी के एक हिस्से का एड्रेस लगाते हैं जो मुफ़्त है और यह पूरा हिस्सा शायद P 1 प्रोसेस करने के लिए आवंटित किया गया है इसी तरह कुछ अन्य हिस्सा स्मृति की इसलिए कि फिर से एक और प्रक्रिया P 2 को आवंटित किया जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि P 1 आवंटित स्मृति कार्यक्रम में क्षेत्रों की संख्या पर वितरित किया जाता है तो यह मेमोरी में कई क्षेत्र हैं तो ऐसा नहीं है कि यदि यह पूर्ण मेमोरी है तो P 1 का कुछ हिस्सा यहाँ है तो P 1 का दूसरा भाग यहाँ है तो ऐसा नहीं है तो यह एक साथ आ रहा है पूरी चीज एक साथ आती है इसलिए यह सबसे सरल संभव आवंटन है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं और इस विशेष रणनीति को सन्निहित आवंटन के रूप में जाना जाता है इसलिए मुख्य मेमोरी को ओ एस और उपयोगकर्ता दोनों प्रक्रियाओं का समर्थन करना चाहिए क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कोड को स्वयं कुछ मेमोरी की आवश्यकता होगी तो जो किया जाता है वह यह है कि मेमोरी का कुछ हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आरक्षित है और बाकी हिस्सा हम इस उपयोगकर्ता को आवंटित करते हैं मेमोरी स्थानों को संसाधित करता है तो आम तौर पर यदि मेमोरी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मेमोरी का प्रारंभिक भाग आवंटित किया जाता है इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के आकार के आधार पर अगर हम मान लें कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया है और इस सरल प्रकार के मेमोरी प्रबंधन में तो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी में लोड करना होगा और उसके बाद उपयोगकर्ता प्रक्रियाओं के लिए यह पूरा क्षेत्र उपलब्ध है तो यहाँ हमारे पास अलग अलग उपयोगकर्ता के लिए आवंटित अलग अलग हिस्से हो सकते हैं तो यह प्रक्रिया P 1 हो सकती है यह प्रक्रिया P 2 P 3 P 4 जैसी हो सकती है तो सीमित संसाधन इसलिए कुशलतापूर्वक आवंटित करना चाहिए क्योंकि मुख्य मेमोरी का आकार अनंत नहीं है इसलिए जो भी बड़ी मात्रा में मेमोरी होती है जो चिप हम वहां डालते हैं उसे अभी भी एक स्थान सीमा मिल गई है इसलिए सभी कार्यक्रमों की तुलना में सिस्टम में सभी प्रक्रियाएं हो सकती हैं इसलिए यह स्थान सीमित है इसलिए हमें उन्हें कुशलतापूर्वक आवंटित करना होगा और सन्निहित आवंटन इस स्मृति आवंटन के आदिम तरीकों में से एक है तो एक पहली विधि जिसे प्रस्तावित किया गया था वह है सन्निहित आवंटन तो मुख्य मेमोरी को दो भागों में विभाजित किया जाता है एक हिस्सा निवासी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आमतौर पर इंटरपट वेक्टर के साथ कम मेमोरी में रखा जाता है तो मूल रूप से हमें यह मेमोरी एड्रेस 0 से शुरू होकर मेरी मेमोरी को 64K 64 किलोबाइट के साथ आकार देने के लिए मिला है तो 64 किलोबाइट तक इस तरह से यह मेमोरी को आवंटित क्षेत्र है और आम तौर पर निचले क्रम के एड्रेस इसलिए एड्रेस बढ़ रहा है इस क्रम में एड्रेस बढ़ रहा है इसलिए इस निचले क्रम के एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम को आवंटित किए जाते हैं इस कारण से कि हमारे पास जितने भी प्रोसेसर हैं उनमें से कुछ को इंटरपट वेक्टर टेबल मिला है और यह इंटरपट वेक्टर तालिका सामान्य रूप से एड्रेस स्थान के प्रारंभिक भाग में स्थित है इसलिए यदि आप किसी भी प्रोसेसर को उदाहरण के लिए देखते हैं तो इंटेल 8085 प्रोसेसर या इन सभी को 86 प्रोसेसर कहते हैं इसलिए उन्हें ये यादें मेमोरी के प्रारंभिक भाग में स्थित इस इंटरपट वैक्टर से मिली हैं इसलिए आम तौर पर उनके पास INT n जैसे निर्देश होते हैं और यह n एक संख्या है जो शायद 8 बिट संख्या हो सकती है और उदाहरण के लिए यह 8 बिट संख्या 8086 में इस 8 बिट संख्या को 4 से गुणा किया जाता है इसलिए यह 32 बिट देता है जो हमें 32 स्थान 32 बिट स्थान देता है तो मूल रूप से यह 8 बिट 4 में है इसलिए इसे गुणा किया जाता है और फिर उसमें से यह कि दो रजिस्टर हैं वास्तव में 8086 में एक को एक कोड सेगमेंट रजिस्टर कहा जाता है दूसरे को निर्देश सूचक रजिस्टर कहा जाता है इसलिए इन दो रजिस्टरों को संयुक्त किया गया ताकि वे वास्तव में हमें एक्सेस किए जाने वाले मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दें तो इस 8 में 4 से 8 में 4 यह 8 बिट स्थान है जो हमारे पास है इसलिए इसमें हमें चार सन्निहित स्थान मिले हैं इसलिए उन्हें आवंटित किया गया है तो मान लीजिए कि बिट संख्या 5 है इसलिए स्थानों को 20 20 22 और 23 कहा जाता है इसलिए वे पहले दो बाइटस हैं जिनका उपयोग कोड सेगमेंट रजिस्टर मान को संग्रहीत करने के लिए किया जाता है और अगले दो बाइट्स को निर्देश सूचक रजिस्टर मूल्य के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है तो इस तरह से यह बाधित इंटरपट वेक्टर टेबल का एक हिस्सा है इस तरह से अगर मुझे 256 संभावित इंटरपट मिले हैं क्योंकि n का मूल्य 8 के बराबर है इसलिए 256 संभव इंटरपट इसलिए 4 में 256 इंटरपट वेक्टर को पकड़ने के लिए कुल 1 किलोबाइट स्थान की आवश्यकता होती है और जैसा कि आप पा सकते हैं कि आप यहां देख सकते हैं कि एड्रेस के ये मूल्य स्मृति के प्रारंभिक भाग में उत्पन्न होते हैं इसी तरह 8085 का कहना है कि यह भी ऐसा ही है क्योंकि इसे आर एस टी इंस्ट्रक्शन पर दस मिले हैं और वहाँ भी इन इंटरपट एड्रेस इंटरपट वेक्टर एड्रेस एक समान फैशन और अन्य प्रोसेसर में उत्पन्न होते हैं जो आप देखते हैं तो प्रत्येक प्रोसेसर को इस रुकावट वाले इंटरपट वैक्टर और इस इंटरपट वैक्टर के लिए यह प्रलेखित एड्रेस स्थान मिला है इसलिए वे आम तौर पर मेमोरी स्पेस की शुरुआत में स्थित होते हैं इसलिए यही कारण है कि उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है और यह ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विशिष्ट उद्देश्य के लिए इस इंटरपट का उपयोग कर सकता है तो इस तरह से वे वास्तव में इस इंटरपट वैक्टर को ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्से के रूप में रखने की कोशिश करते हैं यद्यपि यह कुछ प्रणालियों में उपयोगकर्ता द्वारा प्रोग्राम करने योग्य हो सकता है हो सकता है कि उपयोगकर्ता के लिए कुछ इंटरपट उपलब्ध हों लेकिन उनमें से कई ओ एस द्वारा ही कैप्चर किए जाते हैं इसलिए काम करते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी के शुरुआती हिस्से में रखा जाता है और यह भी इंटरपट वैक्टर रखता है फिर उपयोगकर्ता प्रक्रियाओं को उच्च मेमोरी में आयोजित किया जाता है इसलिए इस OS के समाप्त होने के बाद मेमोरी का शेष भाग इसलिए यह उपयोगकर्ता प्रक्रियाओं को दिया जाता है और प्रत्येक प्रक्रिया स्मृति के एकल सन्निहित अनुभाग में निहित है तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि P 1 का कोड मेमोरी में कई क्षेत्रों में वितरित किया गया है तो यह संयोग से आयोजित किया जाता है तो यह सन्निहित आवंटन नीति है अब इस नीति में स्थानांतरण रजिस्टर का उपयोग उपयोगकर्ता प्रक्रियाओं को एक दूसरे से और ऑपरेटिंग सिस्टम कोड और डेटा बदलने से बचाने के लिए किया जाता है तो हमारे पास क्या है इसलिए हमने पहले देखा है कि सी पी यू से जो भी एड्रेस बनता है वह तार्किक एड्रेस है इसलिए यह तार्किक एड्रेस मान लेता है कि यह प्रक्रिया एड्रेस 0 से शुरू होती है अब अगर हमें यह मेमोरी के रूप में मिली है और कहें कि यह निवासी ओ एस है और मेरी प्रक्रिया P 1 स्थान 64 K कहने से शुरू हो रही है तो क्या किया जाता है कि यह आधार रजिस्टर 64 K के मान के साथ लोड किया जाता है और फिर ऐसा होता है यह आधार रजिस्टर है और सी पी यू से जो भी एड्रेस बनता है तो सी पी यू जनरेट किया गया एड्रेस इसलिए यह मूल रूप से इस आधार रजिस्टर मूल्य के साथ जोड़ा गया है और इसलिए यह तार्किक एड्रेस है और फिर यह मुझे भौतिक एड्रेस देता है तो यह भौतिक एड्रेस है अब इस भौतिक एड्रेस की जाँच की जाती है कि यह सीमा के भीतर है या नहीं और आखिरकार यह P 1 के कोड में जाता है इसलिए यदि यह इस क्षेत्र से परे है तो यदि आप इस तरह से यह सुनिश्चित करते हैं कि P 1 जब P 1 तो चल रहा है यह है अगर यह आधार रजिस्टर उचित मूल्य के साथ भरी हुई है तो यह मेमोरी के उस हिस्से को एक्सेस करेगा जो P 1 के लिए उपलब्ध है इसलिए आधार रजिस्टर में सबसे छोटे भौतिक एड्रेस का मूल्य होता है और एक लिमिट रजिस्टर होता है जो तार्किक एड्रेस की सीमा की जांच करता है तो आप यहाँ एक लिमिट रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ एक लिमिट रजिस्टर हो सकता है जो प्रक्रिया के आकार के साथ भरी हुई है और आपके पास यह जाँच हो सकती है कि क्या यह लिमिट रजिस्टर है या नहीं जो एड्रेस जनरेट किया गया है वह इस लिमिट से कम है या नहीं इसलिए अगर यह कम है तो केवल इस तरह से जाने की अनुमति है तो आप कह सकते हैं कि यह हिस्सा इस तरह से चल रहा है इसलिए हमारे पास यदि सीमा है यदि उत्पन्न संख्या एड्रेस सीमा से कम है तो केवल आधार रजिस्टर में आता है अन्यथा यह एक पते की त्रुटि है तो इस तरह से आधार रजिस्टर सबसे छोटा भौतिक एड्रेस होगा और लिमिट रजिस्टर में यह तार्किक एड्रेस की सीमा शामिल है प्रत्येक तार्किक एड्रेस लिमिट रजिस्टर से कम होना चाहिए MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यह तार्किक एड्रेस को गतिशील रूप से मैप करता है जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि यह पूरी तरह से यह संपूर्ण ऑपरेशन MMU का हिस्सा है तो यह खेद है यह सी पी यू भाग नहीं है अगर हम सी पी यू भाग को भूल जाते हैं तो यह एड्रेस इस लिमिट रजिस्टर और फिर इस जाँच और हम आधार रजिस्टर के साथ जोड़ रहे हैं तो यह सब हिस्सा इसलिए यह स्मृति प्रबंधन इकाई द्वारा किया जाता है और यह गतिशील रूप से होता है तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की मौजूदगी इस मेमोरी एक्सेस को तेज़ बनाने में हमारी मदद करेगी इसके बाद कर्नेल कोड जैसे क्रियाकलापों को अनुमति दे सकता है आवश्यकतानुसार आता है और जाता है इस प्रकार कर्नेल आकार को गतिशील रूप से बदल सकता है तो सिस्टम के कुछ क्या होगा कि ओ एस का आकार भिन्न होता है तो कभी कभी इसमें लचीलापन होता है जैसे कोड के कुछ भाग में या किसी समय किसी बिंदु पर इसकी आवश्यकता हो सकती है तो इस तरह से यह क्षणिक हिस्सा हो सकता है और इस तरह से यह OS भाग थोड़ा सिकुड़ या विस्तारित हो सकता है तो वह सुविधा प्रदान की जानी चाहिए कुछ तंत्र प्रदान करना होगा ताकि इस कर्नेल कोड को क्षणिक बनाया जा सके तो अगला इसलिए आगे हम देखेंगे कि यह आरेख जो CPU है वह तार्किक पता उत्पन्न करता है इसलिए लॉजिकल एड्रेस को लिमिट रजिस्टर वैल्यू के साथ चेक किया जाता है और यदि यह लॉजिकल एड्रेस लिमिट रजिस्टर वैल्यू से कम है तो ठीक है अन्यथा यह एक जाल उत्पन्न करता है जो कि एक एड्रेसिंग एरर है और यह एड्रेसिंग एरर जो होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सूचित किया जाएगा और बदले में ऑपरेटिंग सिस्टम स्थिति का ख्याल रखेगा कि कोई त्रुटि है इसलिए इस प्रक्रिया को प्रतिबंधित करना होगा या तो प्रक्रिया को पुनरारंभ करने के लिए कहा जा सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है लेकिन प्रक्रिया ने कुछ संबोधित करने की त्रुटि विकसित की है फिर यदि मान उस मामले में लिमिट रजिस्टर से कम है तो वह इस योजक के पास जाता है जहां इस स्थानांतरण रजिस्टर मूल्य या आधार रजिस्टर मूल्य को इस तार्किक पते के साथ जोड़ा जाता है और जो मेमोरी के लिए एक भौतिक पता उत्पन्न करता है तो यह हार्डवेयर सपोर्ट है जो रिलोकेशन और लिमिट रजिस्टर के लिए दिया गया है तो यह सब कुछ वे स्मृति प्रबंधन इकाई द्वारा किया जाता है अब कई विभाजन आवंटन हो सकते हैं अब तक हमने जो भी चर्चा की है वहां हमें एक प्रक्रिया के लिए केवल एक विभाजन आवंटित किया गया है और फिर ये विभाजन इसलिए उन्हें निश्चित विभाजन के रूप में भी जाना जाता है जिस योजना की हमने चर्चा की जैसे कि यह मेमोरी है इसका एक हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए समर्पित है अब सबसे सरल संभव रणनीति में हम क्या कर सकते हैं हम इस मेमोरी को समान आकार के विभाजन में विभाजित कर सकते हैं प्रत्येक विभाजन समान लंबाई का होता है इसलिए आने वाली कोई भी प्रक्रिया यह इस विभाजन में से एक को आवंटित की जाती है इसलिए शुरू में सभी विभाजन स्वतंत्र हैं और फिर प्रक्रिया P 1 आ गई इसलिए इसे पहला विभाजन दिया गया है फिर प्रक्रिया P 2 ने कहा तो P 2 को दूसरा विभाजन दिया गया था तो P 3 आया P 3 को तीसरा विभाजन दिया गया है अब मान लीजिए कि P 1 खत्म हो गया है इसलिए यह हिस्सा फिर से मुक्त हो गया और फिर मान लीजिए कि एक और प्रक्रिया P 4 आती है तो P 4 को यहां स्थान आवंटित किया जा सकता है या इसे यहां स्थान आवंटित किया जा सकता है इसलिए जहां भी हमें एक मुफ्त विभाजन मिला है वहां प्रक्रिया लोड हो सकती है इसलिए वहां ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इन प्रक्रियाओं के आकार के बारे में कुछ विचार रखना होगा और इसके आधार पर विभाजन का आकार ऐसा होना चाहिए कि यह इस प्रणाली में चलने वाले सबसे बड़े संभावित प्रोग्राम से बड़ा हो इसलिए निश्चित रूप से भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन प्रारंभिक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि वे विभाजन पर्याप्त रूप से उच्च रखे गए ताकि अधिकांश उपयोगकर्ता प्रोग्राम फिट होंगे और इसलिए यदि कुछ उपयोगकर्ता प्रोग्राम फिट नहीं होते हैं तो उपयोगकर्ता को कोड को फिर से डिज़ाइन करने या इस डेटा खंड के आकार को कम करने या उसके बाद कुछ करने के लिए कहा जा सकता है किसी तरह व्यवस्था करनी होगी और कई रणनीतियों को विकसित किया गया था जैसे कि ओवरले कहा जाता है जैसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर समय किसी कार्यक्रम की सभी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है तो अगर हम पाते हैं कि दो प्रक्रियाओं की जरूरत है एक विशेष रूप से अनन्य फैशन में है कि जब प्रक्रिया 1 का उपयोग किया जा रहा है तो प्रक्रिया 2 उस समय के दौरान उपयोग नहीं होने वाली है तो उस स्थिति में हम प्रक्रिया 1 और प्रक्रिया 2 के लिए एक ही स्थान आवंटित कर सकते हैं इसलिए उस विशेष रणनीति को ओवरले के रूप में जाना जाता है इसलिए ये कहने के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे जो विभाजन से बड़े हैं तो ओवरले ऐसा करने के लिए एक तंत्र था हालांकि इस चर आकार की प्रक्रियाओं को संभालने का एक और संभावित तरीका जैसे प्रक्रियाओं में एक निश्चित उच्चतम मेमोरी उच्चतम मेमोरी आवश्यकता नहीं थी तो हम परिवर्तनशील विभाजन की धारणा पर आते हैं इसलिए दी गई प्रक्रियाओं के आकार की जरूरत है तो शुरू में आप सोच सकते हैं कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां इस पूरी मेमोरी में हमें यह ऑपरेटिंग सिस्टम हिस्सा मिला है और यह शेष पूरा हिस्सा मुफ्त है अब जब कोई प्रक्रिया आती है तो प्रक्रिया P 1 आती है P 1 यह घोषित करता है कि उसे कितनी जगह की आवश्यकता है मान लीजिए यह बताता है कि मुझे 10 किलोबाइट चाहिए इसलिए इसे यहां मेमोरी दी गई है इसलिए P 1 को संसाधित करने के लिए 10 किलोबाइट स्थान दिया जाता है इसलिए हमें 40 किलोबाइट मिला है यदि यह कुल 50 किलोबाइट था तो अब यह 40 किलोबाइट बचा है इसलिए अगली प्रक्रिया के बाद एक और प्रक्रिया आती है इसलिए इसे इस 40 किलोबाइट क्षेत्र में स्थान आवंटित किया गया है तो बिंदु इस तरह है इसलिए किसी भी समय यदि आप सिस्टम का एक स्नैपशॉट लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमें प्रक्रिया तीन प्रक्रियाएं 2 5 और 8 वर्तमान में चल रही हैं और फिर यह प्रक्रिया 8 कुछ देर बाद खत्म हो जाती है नतीजतन इसलिए स्मृति का यह हिस्सा मुक्त हो जाता है अब एक अन्य प्रक्रिया 9 आ गई है और जब प्रक्रिया 9 आ गई है तो इसे कुछ स्थान देना होगाठीक तो इस पूरे से कि वहाँ है यह उपलब्ध मेमोरी स्थान है तो यहां से प्रक्रिया 9 के आकार के आधार पर इसलिए इसे मेमोरी का एक हिस्सा दिया जाता है तो यह वह चीज है जो दी गई है तो मेमोरी का यह हिस्सा अब शेष है अब कभी कभी हमारी प्रक्रिया 5 भी पूरी हो जाती है तो यह संपूर्ण यह मेमोरी स्पेस भी उपलब्ध हो जाता है तो अब मुझे मेरी स्मृति में दो छेद मिले हैं तो यह एक छेद है और यह एक और छेद है इसलिए छेद एक ही आकार के नहीं होने चाहिए वे परिवर्तनशील आकार के होते हैं और फिर स्वाभाविक रूप से अगला अनुरोध आता है हमें यह देखना होगा कि यह किस छेद में फिट बैठता है तो एक निश्चित प्रक्रिया की जरूरत के आकार में इस चर विभाजन और फिर एक छेद उपलब्ध मेमोरी का एक ब्लॉक है छेद विभिन्न आकार हैं जो मेमोरी में बिखरे हुए हैं इसलिए कुछ समय बाद यदि आप सिस्टम चला रहे हैं तो मेमोरी का एक स्नैपशॉट लेते हैं तो आप पाएंगे कि कई ऐसे छेद हैं जो अंतरिक्ष की पूरी मेमोरी में बनाए गए हैं जब एक प्रक्रिया आती है तो इसे समायोजित करने के लिए एक छेद से स्मृति को आवंटित किया जाता है तो यह नीति है इसलिए सिस्टम को सिस्टम मेमोरी स्पेस में मौजूद छेदों का ट्रैक रखना होता है और फिर जब एक नई प्रक्रिया आती है तो यह है कि वह उपयुक्त आकार के छेद की खोज करता है और इस तरह से उस छेद से उस स्थान को आवंटित किया जाता है और प्रक्रिया से बाहर निकलना इसके विभाजन को फ्रीज कर देता है जब एक प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो यह विभाजन को फ्रीज कर देता है इसलिए अगर हम पाते हैं कि कभी कभी यह प्रक्रिया 9 निकलती है तो परिणामस्वरूप ये तीन छेद जो कि वहाँ हैं इसलिए उन्हें एक बड़े छेद में जोड़ा जा सकता है इसलिए जब एक प्रक्रिया निकलती है तो आसन्न मुक्त विभाजन संयुक्त होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आवंटित विभाजन और मुक्त विभाजन के बारे में जानकारी रखता है जो कि पूरा है लिहाजा इन सभी जानकारियों पर नजर रखनी होगी इतना ठीक इसलिए जो हो रहा है वह एक निश्चित विभाजन के विपरीत है जहां यदि प्रोग्राम विभाजन के आकार से थोड़ा बड़ा है तो हम इसे मेमोरी में समायोजित नहीं कर सकते हैं तो उस तरह से हालांकि उस स्मृति प्रबंधन प्रणाली में उस कार्यक्रम को नहीं चलाया जा सकता था तो लेकिन इस चर विभाजन आकार के साथ ये विभाजन आकार भिन्न हो सकते हैं इसलिए यदि हम पर्याप्त आकार का एक छेद पा सकते हैं तो कार्यक्रम को उस विशेष छेद में लोड किया जा सकता है और यह किया जा सकता है इसलिए हमारे पास एक निश्चित विभाजन नहीं है इसलिए निश्चित विभाजन को एक और कठिनाई भी हुई है क्योंकि मान लें कि यह निश्चित विभाजन है इसलिए हमने एक विभाजन बनाया है और प्रत्येक विभाजन का आकार 64 K है इसलिए यह 64 K है यह 64 के समान है इसलिए हमने 64 K के आकार के प्रत्येक विभाजन को बनाया है अब यह बहुत संभावना नहीं है कि प्रक्रियाओं को ठीक 64 K की आवश्यकता होगी इसलिए यदि इसे 64 K से अधिक की आवश्यकता होती है तो एक निश्चित विभाजन योजना में हमने कहा है कि हम प्रक्रिया को समायोजित नहीं कर सकते लेकिन अगर प्रक्रिया के लिए उदाहरण की आवश्यकता होती है तो 62 K कहें तब यह इस स्थान में आवंटित किया जाता है इसलिए मूल रूप से मेमोरी के इस हिस्से का उपयोग करता है इसलिए शेष 2 किलोबाइट जगह में शेष है जो वास्तव में बर्बाद हो गया है और यह हिस्सा इसलिए आप किसी अन्य प्रक्रिया के लिए भी उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह पूरा विभाजन प्रक्रिया को आवंटित किया गया है इसलिए यह हिस्सा अप्रयुक्त रहता है तो इस विशेष समस्या को आंतरिक विखंडन समस्या के रूप में जाना जाता है तो लेकिन कठिनाई यह है कि आप आंतरिक रूप से खंडित मेमोरी स्पेस का उपयोग नहीं कर सकते हैं इसके विपरीत कई विभाजन स्कीमों में या परिवर्तनीय विभाजन स्कीम के साथ यह आंतरिक विखंडन समस्या एक महत्वपूर्ण सीमा तक कम हो जाएगी क्योंकि इस विभाजन के कारण स्वयं एक परिवर्तनशील आकार हो सकता है बेशक किसी समय आपको उस आंतरिक विखंडन को समायोजित करना होगा क्योंकि इस कारण से कि मुझे एक नई प्रक्रिया के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है कहती है कि पी 10 आ गया है और यह आवश्यकता है 64 के ठीक है अब जिस भाग को हम मानते हैं उसे एक छेद H 1 मिला है जिसका आकार 645 K है और हमने तय किया है कि इस प्रक्रिया को इस छेद H1 में समायोजित किया जाएगा 1 अब आप इस 05 K स्थान को देखें अतिरिक्त है तो आप इस 05 K स्थान को एक छेद के रूप में अलग से याद कर सकते हैं लेकिन तालिका में उस स्थान को याद रखने का ओवरहेड शायद अधिक हो सकता है क्योंकि तब जो कुछ भी है इसलिए यह बहुत कम संभावना नहीं है कि एक प्रक्रिया आएगी जिसकी आवश्यकता कम या बराबर 05 किलोबाइट मेमोरी स्थान के बराबर होगी और फिर ऐसा होगा इसलिए उस छेद को अलग से याद रखने के बजाय हम P 10 को संसाधित करने के लिए इस पूरे छेद H 1 से प्रक्रिया P10 को दे सकते हैं तो यह 05 k स्थान का हिस्सा है इसलिए यह बर्बाद हो जाएगा लेकिन वैसे भी हम हैं कि हम उस का ध्यान नहीं रख सकते हैं तो इस तरह से आंतरिक विखंडन वहां बना रहता है लेकिन इस आंतरिक विखंडन की सीमा कम हो जाती है इसलिए हमें यह परिवर्तनशील विभाजन योजना मिल गई है और इसके साथ हम इस तरह की प्रक्रियाओं को समायोजित कर सकते हैं अब अगला सवाल जिसका हम जवाब देना चाहते हैं वह यह है कि नि शुल्क छेदों की सूची से आकार n के अनुरोध को कैसे संतुष्ट किया जाए इसलिए हम पूरे मेमोरी स्पेस में मिल गए हैं इसलिए हमें किसी भी समय इस प्रकार के छेद बनाए गए हैं यदि हम ऐसा करते हैं तो शायद हमें यहां कुछ छेद मिले हैं तो यह एक छेद H 1 है तो यह एक और छेद H 2 है जैसे कि हमें एक और छेद H 3 मिला है इसलिए यह वहां है ये छेद हैं इसलिए कोई भी प्रक्रिया आ रही है हमें इसे इनमें से एक छेद में समायोजित करना होगा ठीक इसलिए अनुरोध आकार n की प्रक्रिया के लिए आया है अब हम जिन नीतियों का पालन कर सकते हैं इसलिए ये तीन नीतियां हैं पहली फिट सबसे अच्छी फिट और सबसे खराब फिट तो पहले फिट यह कहता है कि आप मेमोरी की मेमोरी स्पेस की शुरुआत से स्कैन करते हैं और जो भी छेद पहले पर्याप्त आकार में आता है आप उसे उस छेद को प्रक्रिया आवंटित करते हैं मान लीजिए प्रक्रिया P 5 आ गई है और यह छेद आकार 10 K का है यह छेद आकार 20 K का है और इस छेद का आकार 25 K है अब यदि आप पहले फिट प्रकार का दृष्टिकोण कर रहे हैं तो यह शुरुआत से ही स्कैन करना शुरू कर देगा तो पहले यह इस विशेष छेद H 1 हो जाता है और H 1 पर्याप्त नहीं है तो P 5 15K का है इसलिए H 1 पर्याप्त नहीं है तो यह H 2 पर आता है और पाता है कि इस छेद में मैं इसे ठीक कर सकता हूं ठीक तो यह P 5 इस छेद H 2 में फिट होगा इसलिए पहले फिट तो ऐसा हो सकता है कि यह प्रक्रिया P 5 शायद स्थिति इस तरह है तो हमें ये छेद मेमोरी में मिला है तो हमें एक छेद H 1 मिला है जिसका आकार 10 K है हमें एक और छेद H 2 मिला है जिसका आकार 8 K है अब यदि आकार 5 K की एक प्रक्रिया के लिए अनुरोध है तो पहले फिट एल्गोरिथ्म तो यह इस छेद H 1 को ढूंढेगा और यह इस छेद को प्रक्रिया आवंटित करेगा परिणामस्वरूप यह यहां 5 K आकार का एक और छेद बनाएगा तो वह छेद बना रहेगा तो यह इस हिस्से में जगह आवंटित करेगा तो जो भी छेद विशेष की प्रक्रिया को फिट करने वाली मेमोरी की शुरुआत से पहले आता है उस प्रक्रिया के लिए जगह आवंटित करने के लिए उपयोग किया जाता है तब हमें सर्वश्रेष्ठ फिट नीति मिली है सबसे अच्छा फिट वास्तव में वह चीज है जिसे हम सहज रूप से करना चाहते हैं तो जो भी छेद सबसे अच्छा फिट बैठता है इसलिए हम उस प्रक्रिया के लिए उस विशेष छेद में आवंटित करना चाहते हैं तो यह कहता है कि सबसे छोटे छेद को आवंटित करें जो काफी बड़ा है तो इस विशेष मामले में इसलिए आप देख सकते हैं कि अनुरोध 5 K के लिए था तो यह है कि यह पता चलेगा कि H 2 बेहतर है क्योंकि H 2 यदि मैं आवंटित करता हूं तो यह आकार का सबसे छोटा छेद या बराबर 5 K है तो यह पूरी प्रक्रिया के लिए पर्याप्त है तो इस तरह से यह चुना जाएगा जब तक सूची आकार द्वारा आदेशित नहीं होती है इसलिए यह ऐसा है जो भी सूची पहले जो भी स्थान फिट बैठता है वह सबसे अच्छा है ताकि सबसे फिट नीति में आवंटित किया जाएगा तो सबसे फिट होने का फायदा यह है कि यह एक छोटे से बचे हुए छेद का उत्पादन करता है इसलिए निश्चित रूप से यदि आप पहले फिट और सर्वश्रेष्ठ फिट के बीच तुलना करते हैं तो यह बहुत अधिक संभावना है कि सर्वश्रेष्ठ फिट में स्थान के अपव्यय की न्यूनतम मात्रा होगी क्योंकि यह इस कारण से है कि जितना संभव हो उतना कम स्थान छोड़ने की कोशिश कर रहा है फिर इसके लिए एक काउंटर लॉजिक सबसे खराब फिट है तो सबसे खराब फिट बताता है कि इस तरह की जगह देने के बजाय हम जो करते हैं हमें लगता है कि हमें यहां एक और बड़ा छेद मिला है जिसका आकार 30 K है तो यह कहता है कि आप इस 30 K स्थान से 5 K आवंटित करते हैं तो आप इसे यहाँ कारण देते हैं या ऐसा करने के लिए तर्क इस तरह से है कि अगर मैं इसे इस स्थान से देता हूं तो शेष स्थान 25 K होगा और बाद में कुछ प्रक्रिया को समायोजित करने के लिए संभवतः एक बड़ा छेद है जबकि अगर मैं इसे सबसे उपयुक्त फिट या पहली फिट नीति का उपयोग करके आवंटित करता हूं अगर स्थान की मात्रा विशेष रूप से सबसे उपयुक्त नीति में छोड़ दी गई है छेद में छोड़े गए स्थान की मात्रा छोटी होगी और यह बहुत अधिक संभावना नहीं है कि नया छेद वहाँ शेष है इसलिए यह कुछ अन्य प्रक्रिया को समायोजित करने में सक्षम होगा तो इस तरह से सबसे खराब फिट हम इस विचार को देखने के लिए सबसे खराब फिट होने की वकालत कर सकते हैं लेकिन साथ ही सबसे खराब फिट निश्चित रूप से है यदि हम सिमुलेशन करते हैं तो यह देखा गया है कि सबसे खराब फिट वास्तव में इस पहले और सबसे उपयुक्त की तुलना में खराब प्रदर्शन करता है हालांकि यह पहला फिट और सबसे अच्छा फिट स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि सबसे अच्छा फिट बेहतर होगा लेकिन उनमें से किसी का भी स्पष्ट कटौती वर्चस्व नहीं है तो लेकिन निश्चित रूप से आप हमेशा कुछ मामला या कुछ उदाहरण बना सकते हैं जिसमें पहला फिट सबसे अच्छा और सबसे खराब फिट से बेहतर होगा और आप अन्य उदाहरण के मामले भी बना सकते हैं जहाँ इनमें से कोई एक नीति दूसरों से बेहतर दिखाई दे सकती है या सबसे खराब फिट भी दूसरों की तुलना में बेहतर दिखाई जा सकती है इसलिए इस अर्थ में दूसरों की तुलना में बेहतर है कि कोई विशेष नीति प्रक्रियाओं के लिए सभी मेमोरी अनुरोध को आवंटित करने में सक्षम है लेकिन अन्य नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से आपके पास इस प्रक्रिया के लिए यह विभाजन आबंटन हो सकता है और जैसा कि मैं बता रहा था कि इससे इस समस्या का समाधान हो सकता है इस समस्या को हल किया जा सकता है कि मेरे पास इस आकार की सीमा नहीं है लेकिन क्या होता है कि यह विखंडन का समस्या पैदा करता है इसलिए जैसा कि हम समझ सकते हैं कि कुछ समय बाद यदि आप मेमोरी का स्नैपशॉट लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि यह पूरी मेमोरी स्पेस है इसलिए यह है कि इसमें कई छेद बनाए गए हैं इसलिए यदि आप एक स्नैपशॉट लेते हैं तो आप पा सकते हैं कि कई छेद हैं जो सिस्टम में शेष हैं तो ये सभी छेद हैं जो वहां हैं अब जब एक प्रक्रिया के लिए एक नया अनुरोध आता है तो शायद हम पाते हैं कि इस छेद में से कोई भी पर्याप्त नहीं है वे उस प्रक्रिया को समायोजित करने के लिए पर्याप्त रूप से बड़े हैं लेकिन यदि आप इन सभी स्थानों को एक साथ लेते हैं तो हम नई प्रक्रिया को समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह बना सकते हैं तो उस मामले में हमें क्या करने की आवश्यकता है हमें कॉम्पेक्शन नामक कुछ करना होगा हमें कॉम्पेक्शन करना होगा जिसमें हम इन सभी छेदों को मेमोरी के एक छोर पर धकेलते हैं इसलिए यदि आप इन प्रक्रियाओं को कॉपी कर सकते हैं तो इसी प्रकार ये प्रक्रियाएँ ऊपर उठेंगी तो क्या होगा कि यह पूरा छेद मेमोरी के निचले हिस्से में आ जाएगा और यह पूरा छेद नीचे तक आ जाता है और वहाँ हम नई प्रक्रिया को समायोजित कर सकते हैं लिहाजा वह कंपटीशन जरूरी होगा लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं कि संघनन बहुत महंगा ऑपरेशन है और इस तरह से इसे करना मुश्किल है इसलिए जब तक और जब तक हम नई प्रक्रिया के किसी भी अनुरोध को समायोजित करने में विफल नहीं होते हैं तब तक हमें यह कोशिश नहीं करनी चाहिए लेकिन निश्चित रूप से हमें किसी समय यह प्रयास करना होगा अन्यथा स्मृति पूरी तरह से खंडित हो जाएगी इसलिए हम इसे अगली कक्षा में जारी रखेंगे